अब आज हम मइओसिस की प्रक्रिया के बारे में बात करने जा रहे हैं और जैसा कि मैंने अपने पिछले वीडियो में बताया था हम सभी जानते हैं कि हम अपना जीवन एकल सेल के रूप में शुरू करते हैं और यह एकल सेल शुक्राणु द्वारा अंडे के निषेचन के कारण उत्पन्न होता है अब हमें याद रखना होगा कि जब हम अपना जीवन शुरू करते हैं तो हमें हमेशा अपनी माँ से क्रोमोसोम्स का एक सेट मिलता है और क्रोमोसोम्स का एक सेट हमारे पिता से मिलता है इसलिए अगर हमारे पास तेईस जोड़े हैं प्रत्येक जोड़े के लिए हमें माँ से एक क्रोमोसोम् मिल रहा है और पिता से एक क्रोमोसोम् तो हम एक बच्चे के रूप में बनते हैं और फिर एक वयस्क के रूप में हमारे पास 46 क्रोमोसोम्स होते हैं लेकिन एक बार जब युवावस्था प्राप्त कर लेते हैं और अब युग्मकों के निर्माण के लिए तैयार हो जाते हैं तो हम पाते हैं कि कुछ विशिष्ट कोशिकाएं जिन्हें जर्म लाइन कोशिकाएं कहा जाता है इन युग्मकों को बनाने में सक्षम हैं ताकि हम अपनी विशेषताओं को अपने बच्चों तक पहुंचा सकें तो इन जर्म लाइन कोशिकाओं में 46 क्रोमोसोम्स या 23 जोड़े होंगे और फिर मइओसिस की प्रक्रिया के माध्यम से ये जर्म लाइन कोशिकाएं विभाजित होते हैं और यह युग्मक को जन्म देते हैं ठीकप्रत्येक युग्मक में 23 क्रोमोसोम्स होते हैं जिसमें प्रत्येक क्रोमोसोम् का प्रतिनिधित्व केवल एक बार किया जाता है तो मइओसिस की यह प्रक्रिया कैसे होती है आज के वीडियो में हम यह अध्ययन करने जा रहे हैं लेकिन इससे पहले कि मैं वहां पहुंचूं मैं फिर से क्रोमोसोम्स की व्यवस्था पर जोर देना चाहती हूं जैसा कि मैंने अपने माइटोसिस वीडियो के दौरान उल्लेख किया था डीएनए आमतौर पर प्रोटीन की मदद से जिन्हें हम हिस्टोन कहते हैं क्रोमेटिन में संघनित होता है और फिर प्रत्येक क्रोमोसोम् में इस क्रोमैटिन का एक और संघनन होता है और हर बार जब डीएनए प्रतिकृति की प्रक्रिया के माध्यम से एक क्रोमोसोम् डूप्लकेशन से गुजरता है डुप्लिकेट क्रोमोसोम् केंद्र में सेंट्रोमीटर'centromere' नामक संरचना की सहायता से जुड़ता है जहां इनमें से प्रत्येक को 'सिस्टर क्रोमैटिड्स"sister chromatids' कहा जाता है अब हम आज जो परिचय देने जा रहे हैं वह एक और टर्म है जिसे होमोलोगॅस क्रोमोसोम् कहा जाता है अब होमोलोगॅस क्रोमोसोम् जोड़ी के अलावा और कुछ नहीं है तो आइए हम इस पीले क्रोमोसोम् को मानते हैं कि यह हिस्सा सेल से एस चरण में प्रवेश करने से पहले पीले गुणसूत्र का यह हिस्सा पिता से प्राप्त हुआ था ठीक है अब डीएनए प्रतिकृति की प्रक्रिया होने के बाद सेल एस चरण से गुजर चुका है यह क्रोमोसोम् जो हमें अपने पिता से मिला था डुप्लिकेट हो गया था और आपके पास सिस्टर क्रोमैटिड्स' रूप था जो अब सेंट्रोमियर से जुड़ा हुआ है अब समान क्रोमोसोम् हालांकि समान नहीं लेकिन एक क्रोमोसोम् जो समान विशेषताओं से कोडिंग कर रहा है हम इसे अपनी माँ से भी प्राप्त करेंगे ठीक है तो हम कहते हैं कि यह हरे रंग का क्रोमोसोम् एक क्रोमोसोम् था जो हमें अपनी माँ से प्राप्त हुआ था तो यह एक यह हिस्सा पिता का है जबकि यह हिस्सा हमें अपनी माँ से प्राप्त हुआ था और जब यह हरे रंग का क्रोमोसोम् जो हमें अपनी माँ से प्राप्त हुआ था डीएनए डूप्लकेशन से गुजरा इसने फिर से सिस्टर क्रोमैटिड को जन्म दिया जो अब सेंट्रोमर में जुड़ा हुआ दोहरा हुआ डुप्लिकेट क्रोमोसोम् है तो ऐसे क्रोमोसोम्स जो मूल रूप से पिता से क्रोमोसोम् होते हैं और फिर यह क्रोमोसोम् माँ से इस को होमोलोगॅस क्रोमोसोम् कहा जाता है क्योंकि इन क्रोमोसोम्स में जीन का एक सेट होता है जो समान वर्णों के लिए कोड करता है उदाहरण के लिए हेयर कलर जहां आपके पास एक जीन होगा क्रोमोसोम् होगाजिसमें पिता से एक हेयर कलर जीन होता है और एक क्रोमोसोम् जिसमें माँ से एक हेयर कलर जीन होता है तो यह सेट है जिसे आप होमोलोगॅस क्रोमोसोम् कहते हैं और फिर होमोलोगॅस क्रोमोसोम् में से प्रत्येक तब सेल चक्र के एस चरण के दौरान खुद को डुप्लिकेट करेगा और परिणामस्वरूप प्रत्येक होमोलोगॅस क्रोमोसोम् की अपनी सिस्टर क्रोमैटिडस होगी तो यह जानना जरूरी है तो मइओसिस में क्या होता है की हम इन होमोलोगॅस क्रोमोसोम् को अलग करने जा रहे हैं और हम प्रत्येक कोशिका प्रत्येक प्रजनन कोशिका में जा रहे हैं ध्यान रहे मइओसिस की यह प्रक्रिया शरीर की सभी कोशिकाओं में नहीं होती है यह उन कोशिकाओं में होती है जो युग्मकों के निर्माण से गुजरने में सक्षम होती हैं जो मनुष्य या जानवरों में वृषण और अंडाशय में पाई जाने वाली कोशिकाएं होती हैं तो ये कोशिकाएँ रीडक्शन डिवीजन की प्रक्रिया से गुजरेंगी और होमोलोगॅस क्रोमोसोम् युग्मकों में सेग्रीगेट हो जाएंगे तो विचार यह है यदि आप 46 क्रोमोसोम्स से शुरू करते हैं तो आपके पास मइओसिस के अंत में डॉटर सेल्स होंगे आपके पास चार डॉटर सेल्स होंगे जिसमें प्रत्येक डॉटर सेल में 23 क्रोमोसोम्स होंगे तो यह मइओसिस में होता है और हमें टर्म को याद रखना होगा मुख्य रूप से होमोलोगॅस क्रोमोसोम्स और सिस्टर क्रोमैटिडस तो मुझे बस इस बाहरी बिट को फिर से मिटाने दें और फिर मइओसिस में स्पष्टता में क्या होता है इस पर आते हैं ताकि यह आपके भ्रम को फिर से स्पष्ट कर दे अब तो होमोलोगॅस क्रोमोसोम्स वे क्रोमोसोम्स हैं जिन्हें हम प्रत्येक सेट में प्राप्त कर रहे हैं एक सेट माँ से प्राप्त कर रहे हैं और एक सेट पिता से प्राप्त कर रहे हैं अब मइओसिस में क्या होता है वहाँ जैसा कि मैंने कहा यह एक रीडक्शन डिवीजन है तो हम मइओसिस में जो अध्ययन करने जा रहे हैं वह यह है कि मइओसिस के दो भाग हैं यह मइओसिस एक और मइओसिस दो में विभाजित है अब मइओसिस एक में पहला भाग होमोलोगॅस क्रोमोसोम्स अलग हो जाएंगे तो मइओसिस एक के बाद आपके पास डॉटर सेल्स होंगे जहां ये क्रोमोसोम्स अलग हो गए होंगे और फिर मइओसिस दो में आप पाएंगे कि सिस्टर क्रोमैटिडस हैं जो अलग हो जाएंगे इसलिए हम अभी से इस पर थोड़ा विचार करेंगे तो आइए हम जाने कि डिप्लॉइड सेल क्या है जैसा कि मैंने उल्लेख किया है हम सभी अपना जीवन निषेचन की प्रक्रिया से शुरू करते हैं जहां प्रत्येक युग्मक में क्रोमोसोम्स का एक सेट होता है तो ऐसे सेल को हेप्लॉइड सेल कहा जाता है तो पिता से आने वाले एक शुक्राणु में केवल तेईस क्रोमोसोम्स होंगे इसलिए यह एक हेप्लॉइड सेल है फिर शुक्राणु एक अंडे को निषेचित करेगा जिसमें फिर से क्रोमोसोम्स का एक सेट होता है और फिर से यह एक हेप्लॉइड सेल है निषेचन के बाद जब ये दो सेल्स फ्यूज हो जाते हैं तो आप अंत में एक डिप्लॉइड सेल प्राप्त करते हैं तो ये मिश्रित हो जाएंगे है ना और फिर जब यह डिप्लॉइड सेल कोशिका चक्र के एस चरण में डीएनए प्रतिकृति से गुजरता है तो प्रत्येक क्रोमोसोम तब इसकी प्रति को जन्म देगा जो कि एक सिस्टर क्रोमैटिड है यह सेंट्रोमियर पर संलग्न है तो यह है यह एक प्रारंभिक बिंदु होने जा रहा है ठीक है तो सेल चक्र की प्रक्रिया होने के बाद डीएनए प्रतिकृति की प्रक्रिया हुई है हम यहां से मइओसिस की प्रक्रिया शुरू करेंगे ठीक है अब फिर से मइओसिस की दो प्रक्रियाएं हैं पहला मइओसिस एक है मइओसिस एक में ये होमोलोगॅस क्रोमोसोम्स उदाहरण के लिए आप इस जोड़ी और इस जोड़ी को लेते हैं वे पहले अलग हो जाएंगे और फिर आपके पास मइओसिस दो होगा जिसमें सिस्टर क्रोमैटिडस में से प्रत्येक अलग हो जाएंगे तो यह रिडॅक्शॅन डिविज़न है तो मइओसिस का क्या महत्व है देखें की क्रोमोसोम संख्याको बनाए रखना बहुत महत्वपूर्ण है आप जानते हैं कि यदि मइओसिस की यह प्रक्रिया नहीं होती है तो अगली पीढ़ी में क्या होगा मदर सेल 46 क्रोमोसोम्स को जन्म देगी और फिर फादर सेल्स आइए मानते हैं कि 46 क्रोमोसोम्स हैं और वे एक साथ फ्यूसेड हो जाते हैं आप अंत में 92 क्रोमोसोम्स प्राप्त करते हैं अब यह लगभग पूरी कैरिक्टरिस्टिक को दो गुना बढ़ा रहा है और बाद की पीढ़ी में और वृद्धि होती है अब इसे अनुमति नहीं दी जा सकती है इसलिए इसे वही आनुवंशिक जानकारी समान संख्या में क्रोमोसोम्स को बनाए रखना पड़ता है और उसके लिए यह महत्वपूर्ण है कि इससे पहले कि कोई जीव सेक्शूअल रीप्रडक्शन की प्रक्रिया से गुजरता है उसकी प्रतिलिपि संख्या घटकर आधी हो जाती है और फिर सेक्शूअल रीप्रडक्शन की प्रक्रिया के बाद इसे वापस रिस्टॉर्ड किया जाता है इसलिए मइओसिस सेक्शूअल रीप्रडक्शन में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है और यह वह विभाजन है जो युग्मक निर्माण के लिए जिम्मेदार है अब माइटोसिस के समान मइओसिस में मइओसिस एक का प्रत्येक चरण या मइओसिस दो को चरणों में विभाजित किया जाता है प्रोफेज़ मेटाफ़ेज़ एनाफ़ेज़ टेलोफ़ेज़ इसके बाद साइटोकाइनेसिस एक तो यदि एक बार सेल मइओसिस एक से गुजरता है हम कहते हैं कि यह एक सेल से शुरू होता है मइओसिस एक के अंत में इसकी दो कोशिकाएँ होंगी ठीक है फिर इनमें से प्रत्येक कोशिका आगे चलकर मइओसिस से भी गुजरती है जिसमें फिर से प्रोफ़ेज़ मेटाफ़ेज़ एनाफ़ेज़ टेलोफ़ेज़ इसके बाद साइटोकाइनेसिस और प्रत्येक कोशिका बदले में दो डॉटर सेल्स को जन्म देती है वही बात यहाँ होती है तो मइओसिस के अंत में माइटोसिस के विपरीत आपके पास चार डॉटर सेल्स हैं जिनमें क्रोमोसोम्स की संख्या आधी है मइओसिस की प्रक्रिया में यही होता है तो आइए हम देखें कि यह कैसे होता है अब मइओसिस का पहला चरण जो प्रोफ़ेज़ एक है मइओसिस का सबसे लंबा चरण है अब इस चरण में माइटोसिस की तरह नूक्लीअर ऍन्वलप् पहले गायब हो जाता है यही कारण है कि मैंने नूक्लीअर ऍन्वलप् के गायब होने का प्रतिनिधित्व करते हुए इस धराशायी रेखा को खींच लिया है यहां तक कि न्यूक्लियोलस याद रखें कि न्यूक्लियोलस नूक्लीअस का वह हिस्सा है जिसमें राइबोसोम होते हैं और अन्य मशीनरी भी गायब होने लगती हैं और फिर आप पाते हैं कि सेंट्रीओल्स की जोड़ी डुप्लीकेटड हो गए हैं और उनमें से एक कोशिका के दूसरे छोर पर पहुंच गई है और फिर फिर ये स्पिंडल के गठन की ओर अग्रसर हैं और ये स्पिंडल गठन महत्वपूर्ण है क्योंकि यह क्रोमोसोम्स को संलग्न करने की अनुमति देगा और मदद करेगा तो क्रोमोसोम्स अब संघनक शुरू कर देंगे जैसा यह माइटोसिस में हुआ था क्रोमेटिन क्रोमोसोम्स में कन्डेन्स हो जाएगा और होमोलोगॅस क्रोमोसोम्स याद रखें कि माँ से आने वाला हर एक और पिता से एक जोड़ी समरूप जोड़े एक साथ आने लगेंगे प्रोफ़ेज़ एक की प्रक्रिया में और जैसा कि वे एक साथ आते हैं वे यदि आप इस एक को देखते हैं तो आप पाते हैं कि उनमें से एक एक पेअरन्ट् से है और हरा वाला दूसरे एक पेअरन्ट् से है वे एक साथ आना शुरू करते हैं एक ही समय में वे भी होमोलोगॅस क्रोमोसोम्स स्वयं को स्पिंडल गठन से जोड़ना शुरू करते हैं यहाँ वे अभी भी भूमध्यरेखीय तल पर व्यवस्थित नहीं हैं और यह मेटाफ़ेज़ में होता है लेकिन प्रोफ़ेज़ के मामले में एक और महत्वपूर्ण बात है जो घटित होती है जो कि माइटोसिस में नहीं होती है वह यह है जब क्रोमोसोम्स की होमोलोगॅस जोड़ी एक साथ आती है तो मान लें कि यह एक क्रोमोसोम है और यह एक और क्रोमोसोम है जब ये एक साथ आते हैं तो ये एक प्रक्रिया से गुजरते हैं जिसे सिनैप्स या क्रॉस ओवर कहा जाता है तो आपके पास पिता से आने वाला एक क्रोमोसोम है और माँ से आने वाला एक क्रोमोसोम है और ये यहाँ एक साथ बैठे हैं तो यह दो सिस्टर क्रोमैटिडस हैं दो सिस्टर क्रोमैटिडस हैं वे एक साथ आ रहे हैं और जब ये एक साथ सिनैप्स के चरण में आते हैं तो इन क्रोमोसोम्स के बीच आनुवंशिक सामग्री का आदान प्रदान होता है और सामग्री के आदान प्रदान की यह प्रक्रिया होती है जिसे क्रॉस ओवर कहा जाता है अब यह महत्वपूर्ण है क्योंकि याद रखें मैंने आपको एक महत्वपूर्ण कारण बताया कि विकास के दौरान सेक्शूअल रीप्रडक्शन का लाभ क्यों था वह भिन्नता लाना है तो क्या होता है इस क्रॉस ओवर के कारण माँ के क्रोमोसोम के कुछ हिस्से की आनुवंशिक फेरबदल होती है जो पिता के क्रोमोसोम के साथ सूचना का आदान प्रदान करेगा और सामग्री का इंटरचेंज है इस प्रक्रिया को डीएनए रीकाम्बनेशन भी कहा जाता है अब क्या होता है इस वजह से क्या होगा नई डॉटर सेल्स जिनके पास ये क्रोमोसोम्स होंगे वे पेरन्ट कोशिकाओं की एक सटीक प्रतिलिपि नहीं होंगे इसलिए अब क्रॉस ओवर की वजह से पिता के क्रोमोसोम के कुछ कैरिक्टर का आदान प्रदान माँ के क्रोमोसोम के साथ किया गया है और व़ाइसअ ˈव़असअ तो उस तरह के कैरिक्टर में फेरबदल हुआ है और उस प्रक्रिया को क्रॉस ओवर कहा जाता है तो प्रोफेज़ एक में कुछ चीजें शामिल हैं नूक्लीअर ऍन्वलप् के गायब होने न्यूक्लियोलस के लुप्त होने क्रोमोसोम में क्रोमेटिन का संघननहोमोलोगॅस क्रोमोसोम्स का एक साथ आना स्पिंडल फाइबर से जुड़ना और जैसे ही ये एक साथ आते हैं ये क्रॉस ओवर की प्रक्रिया से गुजरते हैं अब यह माइटोसिस से सबसे महत्वपूर्ण अंतर है क्योंकि वहाँ होमोलोगॅस क्रोमोसोम्स क्रॉस ओवर के लिए एक साथ पिरिंग नहीं कर रहे हैं यह केवल मइओसिस एक में होता है और इस क्रॉसिंग ओवर को धन्यवाद नए आनुवंशिक फेरबदल होती है और परिणामस्वरूप इन क्रोमोसोम्स ने एक दूसरे से सामग्री में जानकारी का आदान प्रदान किया है फिर आप मेटाफ़ेज़ पर आते हैं अब मेटाफ़ेज़ में इनमें से प्रत्येक होमोलोगॅस जोड़ी ये भूमध्य रेखा पर व्यवस्थित करते हैं और आप पाएंगे कि इस समय तक क्रॉस ओवर हो चुका है सामग्री का पहले ही आदान प्रदान हो चुका है उदाहरण के लिए यह एक क्रोमोसोम यह पहले से ही अन्य क्रोमोसोम के साथ सामग्री का आदान प्रदान कर चुका है और इसे अन्य क्रोमोसोम की कुछ विशेषताएं प्राप्त हुई हैं तो यह व्यवस्था होती है अब यह आवश्यक नहीं है कि हर बार एक पेरेंट् के लिए क्रोमोसोम्स एक पर दिखाई देंगे एक सेल के आधे भाग पर व्यवस्थित होंगे और दूसरे क्रोमोसोम्स का सेट हम कहते हैं कि माँ से आने वाले दूसरे आधे पर व्यवस्थित होंगे यह कर सकते हैं यह एक रेंडम व्यवस्था है तो अभी हालांकि मैंने इस स्लाइड में दिखाया है इस तरफ हरे रंग के क्रोमोसोम्स और उस तरफ के लाल क्रोमोसोम्स यह आवश्यक नहीं है बस यह हो सकता है कि यह जोड़ी पलट जाए इसलिए यदि यह जोड़ा पलट जाता है तो यह साइड पलट सकती है और लाल क्रोमोसोम इस छोर पर हो सकता है और हरा क्रोमोसोम दूसरे छोर पर हो सकता है इससे कोई फर्क नहीं पड़ता लेकिन यह व्यवस्था एक रेंडम व्यवस्था है और इस रेंडम व्यवस्था के लिए धन्यवाद आप स्वतंत्र वर्गीकरण प्राप्त करते हैं अब मैं आपको एक उदाहरण देता हूं अब इस मामले में हमने दो जोड़े क्रोमोसोम्स के लिए है इसलिए प्रत्येक जोड़ी तो आपके पास दो क्रोमोसोम्स हैं इसलिए 22 संभावनाएं हैं जिनके द्वारा ये चार क्रोमोसोम्स खुद को व्यवस्थित कर सकते हैं चार अलग अलग तरीके हैं जिसमें ये क्रोमोसोम्स इस छोर पर दो लाल क्रोमोसोम्स के साथ खुद को व्यवस्थित कर सकते हैं इस छोर पर दो हरे रंग के क्रोमोसोम्स हैं या यह हरा क्रोमोसोम यहां व्यवस्था करता है और लाल क्रोमोसोम यहां व्यवस्था करता है जबकि यह इस प्रकार रहता है या यह हरे रंग का क्रोमोसोम ऊपर जा रहा है और फिर यह लाल क्रोमोसोम नीचे जा रहा है इससे कोई फर्क नहीं पड़ता पॉइंट यह है कि ये चार क्रोमोसोम्स खुद को क्रमपरिवर्तन में व्यवस्थित कर सकते हैं और इसे ही स्वतंत्र वर्गीकरण कहते हैं अब कल्पना कीजिए कि हम केवल दो जोड़े क्रोमोसोम्स के साथ बात कर रहे हैं यदि आपके पास क्रोमोसोम्स के तेईस जोड़े हैं तो आपके पास 223 संभावनाएँ हैं जिसमें ये क्रोमोसोम्स ईक्वटॉरीअल प्लेन पर व्यवस्थित हो सकते हैं और यह लगभग आठ मिलियन संयोजनों के करीब है अब यह दिलचस्प है और मैं थोड़ी देर बाद इस पर वापस आऊंगा आपके पास 10 की पावर 6 8 10 की पावर 6 अलग अलग संभावनाएं हैं जिसमें क्रॉस ओवर होने के बाद होमोलोगॅस जोड़ी खुद को व्यवस्थित कर सकते हैं तो यह मेटाफ़ेज़ में होता है यह स्वतंत्र वर्गीकरण और यह कई संयोजन हैं जो भिन्नता की ओर जाते हैं ठीक है और इसलिए दो चीजें हैं जो भिन्नता की ओर ले जाती हैं एक जैसा कि मैंने उल्लेख किया है क्रॉस ओवर है और यह क्रॉस ओवर मइओसिस एक के दौरान होता है और दूसरा एक होमोलोगॅस क्रोमोसोम्स का स्वतंत्र वर्गीकरण है बदले में यह लगभग आठ मिलियन विभिन्न संभावनाओं को जन्म देते हैं जिसमें ये क्रोमोसोम्स ईक्वटॉरीअल प्लेन के साथ खुद को व्यवस्थित करेंगे तो यह मेटाफ़ेज़ में होता है ईक्वटॉरीअल प्लेन पर खुद को व्यवस्थित करने के बाद जैसे कि माइटोसिस में एनाफ़ेज़ में ये होमोलोगॅस जोड़ी अलग होने लगते हैं अब आप देखेंगे कि यह क्रोमोसोम् धन्यवाद क्रॉसिंग ओवर को जो बदल गई है यह पूर्ण लाल क्रोमोसोम् नहीं है जो यह शुरुआत में था इसी तरह इस क्रोमोसोम् को क्रॉस ओवर के कारण कुछ जानकारी मिली है तो आप पाते हैं कि यह विभिन्नताओं को प्रस्तुत कर रहा है तो एनाफ़ेज़ के दौरान क्रोमोसोम्स अलग हो जाएंगे और जब तक वे टेलोफ़ेज़ में आते हैं तब तक आप यह देखना शुरू कर देते हैं कि नूक्लीअर ऍन्वलप् फिर से आना शुरू हो जाता है और डॉटर नूक्लीआइ बन रहे हैं और एक छोर पर एक जोड़ी सेंट्रीओल्स एक और जोड़ी सेंट्रीओल्स दूसरे छोर पर और इसके बाद टेलोफ़ेज़ एक के बाद क्लीव़्इज फरो का निर्माण होगा जो साइटोकाइनेसिस और दो डॉटर सेल्स के लिए अग्रणी होगा अब आप जो देखेंगे वह यह है कि इन डॉटर सेल्स में आपको क्रोमोसोम्स का थोड़ा नया संस्करण प्राप्त हुआ है धन्यवाद आनुवंशिक फेरबदल या सिनैप्स की प्रक्रिया के लिए तो मइओसिस एक होमोलोगॅस क्रोमोसोम्स के अलगाव के साथ समाप्त होता है तो यह एक हिस्सा है यह दूसरा है तो यह एक होमोलॉग है यह दूसरा एक और होमोलॉग है और आप ध्यान रखें इनमें से प्रत्येक होमोलॉग क्रॉस ओवर की वजह से अपनी शुरुआती सामग्री से थोड़े अलग हैं साइटोकिनेसिस एक के बाद एक संक्षिप्त अवधि होती है जिसके पहले सेल फिर से मइओसिस दो में जाता है और फिर यह सिर्फ डीएनए को ढीला करता है जो क्रोमेटिन है और फिर तुरंत अब और अधिक डीएनए रेप्लकेशन नहीं है सेल साइकिल के एस चरण के दौरान जो भी डीएनए रेप्लकेशन होना था वह पहले ही हो चुका है अब साइटोकिनेसिस एक के बाद सेल फिर मइओसिस दो की प्रक्रिया से गुजरता है और मइओसिस दो फिर से जैसा कि मैंने कहा इसमें प्रोफ़ेज़ मेटाफ़ेज़ एनाफ़ेज़ और टेलोफ़ेज़ शामिल हैं अब इन कोशिकाओं में से प्रत्येक आप यह ध्यान देंगे यहां होमोलोगॅस जोड़ी अलग हो गए हैं अब इसमें मइओसिस फिर से यह सेल फिर से प्रोफ़ेज़ की प्रक्रिया से गुजरता है जहां नूक्लीअर ऍन्वलप् प्रत्येक क्रोमोसोम् को गायब कर देता है अभी भी अपने सेंट्रोमियर से जुड़ा हुआ है यह स्पिंडल फाइबर से जुड़ा रहा है और यह मेटाफ़ेज़ के दौरान इक्वेटोरियल प्लेन से एलाइन हो जाता है तो आप पाते हैं कि प्रोफ़ेज़ में क्रोमोसोम सेंट्रोमियर के माध्यम से स्पिंडल फाइबर से जुड़ना शुरू करते हैं ये मेटाफ़ेज़ पर इक्वेटोरियल प्लेन पर व्यवस्थित होंगे और फिर एनाफ़ेज़ पर ये अलग अलग होने लगते हैं और टेलोफ़ेज़ द्वारा और फिर साइटोकिनेसिस द्वारा जो इस कार्टून में नहीं दिखा है लेकिन यह एक सतत प्रक्रिया की तरह है मेटाफ़ेज़ के बाद आपके पास एनाफ़ेज़ हो रहा है फिर आप पाते हैं कि दोनों क्रोमैटिड अलग हो गए हैं तो यह क्रोमैटिड तो एनाफेज होने के बाद क्या हुआ है टेलोफेज होने के बाद यह क्रोमैटिड इस तरफ चला गया है और यह क्रोमैटिड दूसरी तरफ चला गया है और फिर टेलोफ़ेज़ होता है साइटोकिनेसिस होता है और अब आपके पास क्रोमोसोम्स के साथ नई डॉटर सेल है अब आप देखेंगे कि क्रोमोसोम्स अलग हैं उदाहरण के लिए इस डॉटर सेल को शुरू सामग्री की तुलना में क्रोमोसोम् का एक अलग संस्करण प्राप्त हुआ है तो आप पाते हैं वही बात दूसरे सेल के साथ होती है यह सेल प्रोफ़ेज़ की प्रक्रिया से भी गुजरता है जहां नूक्लीअर ऍन्वलप् गायब हो जाता है स्पिंडल का निर्माण होता है सिस्टर क्रोमैटिड के साथ क्रोमोसोम्स स्पिंडल फाइबर से अटैच हो रहे हैं तब मेटाफ़ेज़ होता है जहाँ ये प्रत्येक क्रोमोसोम् इक्वेटोरियल प्लेन पर व्यवस्थित होने की कोशिश करते हैं उसके बाद एनाफ़ेज़ जिसमें प्रत्येक क्रोमैटिड्स अलग हो जाएंगे वे टेलोफ़ेज़ में ध्रुवीय छोरतक पहुँच जाएंगे और इसके बाद साइटोकाइनेसिस होगा तो क्या होता है मइओसिस दो के बाद आप चार अलग अलग कोशिकाओं को प्राप्त करते हैं क्रोमोसोम्स की आधी संख्या के साथ और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि इनमें से कोई भी युग्मक एक दूसरे की सटीक प्रतिलिपि नहीं है और ऐसा क्यों है जिस कारण से ये एक दूसरे की सटीक प्रति नहीं हैं धन्यवाद क्रॉसिंग ओवर का जो मइओसिस एक के प्रोफेस वन में हुआ है और यह एक कारण है कि हालांकि हमारे पास ऐसे कैरिक्ट हैं जो हमारे पेरेंट्स के समान हैं फिर भी हम अपने पेरेंट्स की सटीक कार्बन कॉपी नहीं हैं हम अपने पेरेंट्स से कुछ फीचर्र्स प्राप्त कर सकते हैं और हमारी माँ से कुछ फीचर्र्स और यहाँ तक कि जो फीचर्र्स हमें अपनी माँ से प्राप्त होती हैं वह एक सटीक कार्बन प्रति नहीं है यह अभी भी थोड़ी भिन्नता है क्योंकि क्रॉसिंग ओवर करने की प्रक्रिया के कारण तो आज के वीडियो में हमने जो सीखा है वह यह है कि मइओसिस एक प्रक्रिया है जो क्रोमोसोम् को कम करने की अनुमति देता है यह केवल रीप्रडक्टिव कोशिकाओं में होता है जो युग्मकों के निर्माण के लिए जिम्मेदार होते हैं और मइओसिस दो चरणों में विभाजित होता है मइओसिस एक और मइओसिस दो मइओसिस एक में होमोलोगॅस क्रोमोसोम्स अलग हो जाते हैं जबकि मइओसिस दो में सिस्टर क्रोमेटिड अलग हो जाते हैं मइओसिस एक में प्रोफ़ेज़ एक सबसे लंबा चरण है और यह सबसे महत्वपूर्ण चरण है जो इसे माइटोसिस से अलग करता है क्योंकि यह प्रपोज़ एक में है कि होमोलोगॅस जोड़े एक साथ आते हैं ये क्रॉसिंग ओवर की एक प्रक्रिया से गुजरते हैं और इसी क्रॉसिंग ओवर प्रक्रिया की वजह से आप नए बदलाव पेश करते हैं और यही कारण है कि हममें से कोई भी हमारे पेरेंट्स की एक सटीक प्रति नहीं है हालांकि हमारे पास ऐसे कैरिक्टर हैं जो हमारे पेरेंट्स के समान हैं ध्यान देने वाली दूसरी महत्वपूर्ण बात यह है कि मइओसिस एक की प्रक्रिया में मेटाफ़ेज़ की प्रक्रिया के दौरान विभिन्न 223 संभावनाएँ होती हैं जिनके द्वारा ये होमोलोगॅस क्रोमोसोम्स स्वयं को व्यवस्थित कर सकते हैं अब यह स्वतंत्र वर्गीकरण का एक बहुत बड़ा संयोजन है जो आपको बताता है कि दो अलग अलग दिए गए पेरेंट्स के दो भाई बहन एक दूसरे की सटीक नकल क्यों नहीं करते हैं तो कोशिका विभाजन की प्रक्रिया में मइओसिस बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि यह मइओसिस है जो भिन्नता के लिए जिम्मेदार है और क्रोमोसोम् संख्या को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक बनाए रखने के लिए क्योंकि यह मइओसिस है जो पहले क्रोमोसोम् संख्या को युग्मक में कम करने के लिए जिम्मेदार है और फिर यह सेक्शूअल रीप्रडक्शन है जो इन क्रोमोसोम् संख्याओं को किसी दिए गए प्रजाति के लिए निरंतर संख्या में वापस लाते हैं मुझे आशा है कि यह वीडियो मददगार रहा है मैं आपको YouTube पर कुछ दिलचस्प वीडियो के माध्यम से जाने की भी सलाह दूंगा उनमें से कुछ के पास बहुत अच्छे एनिमेशन हैं मैं चाहूंगा कि आप उन्हें देखें जो सुंदर ढंग से मइओसिस की प्रक्रिया की व्याख्या करते हैं धन्यवाद और बाद में मिलते हैं